आज मैं उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि ग्रुप डायनेमिक्स को समझाता है यह 2 भागों में है भाग 1 और भाग 2 प्रत्येक में लगभग 30 मिनट का समय होता है इसलिए मैं समूह से संबंधित इसके प्रकृति अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं अब अपने पिछले व्याख्यानों में मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरह से कार्य करना है और विशेष रूप से वे कैसे संवाद करते हैं और कैसे हम समूह को बहुत प्रभावी बना सकते हैं इसलिए आज मैं समूहों से संबंधित बातों और समूहों के प्रकार और वास्तव में समूह और डायनामिक्स क्या हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं तो बस शुरू करने के लिए मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ और यहाँ देख सकता है कि समूह की गतिशीलता का मतलब क्या है समूह गतिशील में 2 शब्द होते हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि समूह और डायनामिक्स कहा जाता है समूह मूल रूप से 2 या अधिक लोगों की सामूहिकता है और डायनामिक्स एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है बल इस प्रकार समूह की गतिशीलताडायनामिक्स dynamics का संबंध सामाजिक स्थितियों में समूह के सदस्यों के बीच बलों के संपर्क से है यह समूह की गतिशीलता का एक बहुत ही मूल अर्थ है तो पूरा विचार यह है कि हमें यह समझना होगा कि समूह कैसे बनते हैं मनोविज्ञान क्या है किस प्रकार के सदस्यों की आवश्यकता होती है वे आपस में कैसा व्यवहार करते हैं और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मिलकर काम करते हैं तो यह एक समूह का संपूर्ण विचार है क्योंकि आज एक समूह को कार्य करने के लिए कई असाइनमेंट दिए जाते हैं और फिर समूह के सदस्य कभी कभी एक साथ काम करते हैं उन्हें समस्या होती है कि कभी कभी काम समय पर किया जाता है कभी कभी यह समय में नहीं किया जाता है ऐसी सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो समूह का गठन कर रहे हैं तो किसी को समूहों से संबंधित आंतरिक कहानी या आंतरिक समस्याओं को समझना होगा इसलिए मूल रूप से यह समूह की गतिशीलता और व्यवहार पैटर्न से संबंधित है ये चीजें समूह के बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और व्यवहार का पैटर्न हैं समूह की गतिशीलता का संबंध है कि समूह कैसे बनते हैं उनकी संरचना क्या होती है और इस प्रकार उनके कामकाज में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है समूह के भीतर सक्रियता और ताकतों से संबंधित है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर लोगों को एक दूसरे की समझ नहीं होगी तो समूह के बीच अच्छी बातचीत नहीं होगी यदि लोग सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुचि नहीं दिखाते हैं तो शायद एक समूह में काम करना और सफलता के एक निश्चित अंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है एक समूह दो या दो से अधिक लोगों को संदर्भित करता है जो स्वयं का सामान्य अर्थ और मूल्यांकन साझा करते हैं और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं प्रत्येक समूह के लिए एक सामान्य लक्ष्य होता है और वे एक साथ काम करने और हासिल करने वाले हैं इसलिए उन्हें बहुत कुछ साझा करना होगा बहुत सी चीजें उन्हें जानकारी साझा करनी होंगी उन्हें कभी कभी खुलासा करना पड़ता है उन्हें आपस में विश्वास पैदा करना होता है इस तरह की सभी चीजों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के लोगों की पहचान करना वास्तव में बहुत दिलचस्प है जो एक साथ काम कर सकते हैं और जो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं दूसरे शब्दों में एक समूह देख सकता है कि उन लोगों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के अधिकारों और दायित्वों को सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं और जो एक समान पहचान साझा करते हैं अब एक बार समूह का निर्माण हो जाता है तो एक सामान्य पहचान होती है जिसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति यह नहीं कहेंगे कि उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान है बल्कि यह एक समूह की पहचान बन जाती है जैसे कि उस समूह का नाम समूह b समूह c हो सकता है कभी कभी संचार कक्षाओं को पढ़ाने के दौरान कक्षा में हमारी यह बहुत दिलचस्प रुचि होती है और कुछ असाइनमेंट के लिए हम कक्षा को समूहों में विभाजित करते हैं और ऐसा क्या होता है कि जिस समय कुछ 3 4 समूह होते हैं एक प्राकृतिक बंधन हो जाता है हो सकता है समूह के सदस्य कल तक एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे लेकिन जिस पल समूह का गठन किया जाता है आपको तुरंत पता चल जाता है किसी प्रकार की चिंता होने से सदस्यों में चिंता पैदा होती है और वे बहुत करीब महसूस करते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं और वे बहुत खुले हो जाते हैं इसलिए यह भी बहुत दिलचस्प है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह में होता है तो हमेशा सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के साथ उसकी पहचान की जाती है इसलिए वे सभी अपने समूह के लिए एक साथ काम करेंगे और हमेशा वे सोचेंगे और तुलना करेंगे कि मेरे समूह को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए तो यह सदस्यों के बीच की भावना है यह समूह गतिकी वास्तव में बहुत दिलचस्प है यदि आप मनोविज्ञान को समझते हैं और समूह बनाते हैं तो वास्तव में कई अच्छी चीजें निर्धारित समय के भीतर की जा सकती हैं समूह गतिशील एक सामाजिक समूह के भीतर होने वाली व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की एक प्रणाली है और ये इंट्राग्रुप डायनामिक्स या सामाजिक समूहों के बीच हो सकता है जो कि अंतर समूह की गतिशीलता है यह अध्ययन सामान्य हित के क्षेत्र में निर्णय लेने के व्यवहार को समझने में उपयोगी हो सकता है तो अगर एक सामान्य लक्ष्य है तो इस तरह के अध्ययन का मतलब है समूह या गठन और समूह की गतिशीलता वास्तव में बहुत सामान्य है कुछ सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है संगठन में यह शैक्षणिक संस्थान हो सकता है यह कुछ कारखाने या कंपनी या कोई अन्य सामाजिक संगठन स्वैच्छिक संगठन हो सकता है हमेशा यहआवश्यक है कि लोग एक समूह में काम करें और जिस क्षण इसे एक समूह माना जाता है तब हमेशा एक हिस्सा सोचता है समूह या ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह विशेष समूह से संबंध रखती है और उस समूह के साथ खुद की पहचान करती है और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करती है समूह की गतिशीलता नस्लवाद लिंगवाद और सामाजिक पूर्वाग्रहों के अन्य रूपों को समझने के मूल में भी हैं और क्षेत्र के इन अनुप्रयोगों का मनोविज्ञान समाजशास्त्र नृविज्ञान और विज्ञान शिक्षा सामाजिक कार्य व्यवसाय वगैरह और संचार अध्ययन में अध्ययन किया जाता है तो यह वास्तव में बहुत ही रोचक है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग मेरे द्वारा बताए गए क्षेत्र में काम करना चाहेंगे क्योंकि इन क्षेत्रों में हमेशा किसी न किसी प्रकार के समूह की आवश्यकता होती है जहाँ लोग काम कर सकें और लोग उदाहरण के लिए कह सकें यह भी समान रूप से है मनोविज्ञान समाजशास्त्र और संचार अध्ययन जैसे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है समूह एक ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है और काम को पूरा करने के लिए लोग हमेशा नेताओं या प्रबंधकों को बनाने की कोशिश करते हैं या जो संगठन में ज़िम्मेदार होता है वह हमेशा ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता है जो बहुत कार्यात्मक हो और वे दिए गए कार्य को करने की कोशिश करते हैं विद्वान परंपरागत रूप से इस बात से सहमत हैं कि एक साधारण सभा या लोगों का संग्रह वास्तव में एक समूह नहीं है जब तक कि उनका कोई सामान्य उद्देश्य न हो इसलिए जब हम समूह के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए यदि कोई उद्देश्य सामान्य लक्ष्य सामान्य उद्देश्य नहीं है तो समूह बहुत कार्यात्मक या बहुत प्रभावी नहीं होगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समूह के सदस्यों के पास एक समान लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि उनके पास निर्धारित लक्ष्य है और उन्हें उस विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है समूह में लोग संगठित होते हैं एक ही समूह के सदस्यों के रूप में एक दूसरे के बारे में जागरूकता रखते हैं और आपस में संवाद करते हैं संचार के एक छात्र के रूप में मैं हमेशा बात पर ज़ोर देता हूँ की संचार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जहां तक अच्छे व्यवहार का संबंध है क्योंकि केवल सब कुछ निर्भर करेगा कि लोग कैसे संवाद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें साझा करने प्रकटीकरण करने बातचीत करने औपचारिक अनौपचारिक चर्चा करने और दूसरों की चिंता करने जैसी कई चीजें शामिल हैं जहां तक समूह के कामकाज का संबंध है ये सभी चीजें बहुत बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं इसलिए समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए और यह भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं अब बहुत बार भ्रम की स्थिति समूह और टीम से संबंधित होती है वास्तव में एक समूह क्या है और वास्तव में एक टीम क्या है इसके बीच लोग भ्रमित हो जाते हैं मूल रूप से कई बार ऐसा होता है कि शब्द टीम और समूह दोनों का उपयोग एक दूसरे से किया जाता है आमतौर पर लोग सोचते हैं कि समूह और टीम एक तरह से उपयोग हो सकता हैं अब तक की कार्यप्रणाली और अन्य चीजें काफी हद तक समान हैं लेकिन एक ही समय में टीम और समूह की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं वास्तव में शब्द समूह और टीम का आमतौर पर एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन समूह और टीम के बीच अलग अलग अंतर होते हैं उदाहरण के लिए हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट टीम है एक क्रिकेट समूह नहीं है यह है कि एक टीम की ताकत या ध्यान उनके उद्देश्य की समानता पर निर्भर करता है और कैसे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं दूसरी ओर एक समूह बड़ी संख्या में लोगों या एक केंद्रित कार्रवाई को अंजाम देने की इच्छा से आ सकता है एक समूह एक कारण या कारण के लिए एक इकाई बनाने वाले व्यक्तियों की एक संख्या है और टीम एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आने वाले निपुण लोगों का एक संग्रह है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है तो ये टीम और समूह से संबंधित कुछ बहुत ही विशिष्ट विशेषताएं हैं लेकिन अंतिम उद्देश्य एक ही हो सकता है कि क्या टीम या समूह में काम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य हैं लेकिन प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है अब एक समूह की विशेषताओं पर आते हैं अब कुछ निश्चित विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि आकार या उद्देश्य की परवाह किए बिना हर समूह में समान विशेषताएं हैं उदाहरण के लिए 2 या अधिक व्यक्ति समूह का अर्थ है कि यह केवल एक आदमी समूह नहीं हो सकता है कम से कम 2 और 2 से अधिक लोग होने चाहिए जो समूह के सदस्य हैं औपचारिक सामाजिक संरचना समूह में संरचना होनी चाहिए इसका मतलब है जो काम कर रहा होगा हर किसी के लिए समान भाग्य यह नहीं है कि यह व्यक्तिगत रूप से होने जा रहा है हर कोई सामान्य भाग्य और फिर सामान्य लक्ष्य के रूप में मैंने पहले ही आमने सामने बातचीत की है आम तौर पर समूह के सदस्यों में आजकल बातचीत का सामना करना हमेशा अच्छा होता है लोग संचार के अन्य विभिन्न माध्यमों से भी बातचीत कर रहे हैं लेकिन आमने सामने संचार हमेशा सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ हम केवल शब्दों और वाक्यों को नहीं समझ सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति की चेहरे की अभिव्यक्ति और हाव भाव उस व्यक्ति की भावनाओं को भी समझते हैं क्योंकि संचार में हम जो भी बात कर रहे हैं वह हमारी भावनाओं से भरी हुई होती है जो समान रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए आमने सामने बातचीत से बहुत फर्क पड़ता है परस्पर निर्भर इंटरडेपेंडेंट Interdependent का मतलब है कि लोग हमेशा टीम की तरह एक दुसरे पर निर्भर होते हैं और एक सदस्य यह नहीं कह सकता की मैं सबसे अच्छा हूँ ताकि वे एक साथ काम कर सकें और हमेशा अंतिम तिथि को पूरा करने या लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें सेल्फ डेफिनिशन के रूप में हरएक समूह में हर सदस्य उत्साह से विश्वास से जाता है की हाँ मैं यह कर सकता हूँदूसरों को प्रोत्साहित करते हुए कि आप ऐसा करते हैं और फिर हम एक आम लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं और दूसरों द्वारा मान्यता और भी अच्छे शब्दों की प्रशंसा या विनिमय के रूप में कुछ प्रकार की मान्यता होनी चाहिए अच्छे शब्द कुछ उपहार या कुछ रियायत होनी चाहीए तो ये चीजें हमेशा एक दूसरे को बहुत सारी भावना और उत्साह के साथ आगे बढ़ने में मदद करती हैं तो ये चीजें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां तक एक समूह की विशेषताओं का संबंध है अब समूह गठन के कुछ चरण हैं जिन्हें मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ वर्ष १९६५ में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे उनका नाम ब्रूस टकमैन है वह एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने समूह के विकास के चरण को पांच स्टेजेस में बांटा था जब समूह होते हैं तो विभिन्न चरण क्या होते हैं समूह को आगे कैसे बढ़ाया जाता हैपहला स्टेज हैं फॉर्मिंग इसमे समूह अस्तित्व में आना शुरू होता है और एक नेता से मार्गदर्शन और दिशा की तलाश करता है वह यह पता लगता है की कार्य की प्रकृति क्या है और एक बार हम समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या किया जाना है या हासिल किया जाना है और फिर किसी को इस तरह के लोगों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए उस विशेष क्षेत्र में किस प्रकार के हित हैं क्योंकि यदि लोग रुचि नहीं रखते हैं तो उनके समान हित नहीं होते हैं और यदि उन्हें समूह में जबरदस्ती रखा जाता है तो शायद यह मदद करने वाला नहीं है इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें उस विशेष मुद्दे या किसी विशेष विचार के लिए किसी प्रकार की चिंता है जिसमें वे बहुत योगदान दे सकते हैं और उनकी बहुत रुचि है गठन के बाद अगला चरण आता है जिसे स्टॉर्मिंग कहा जाता है समूह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की रचनात्मक प्रक्रिया शुरू करता है लेकिन सामाजिक अथवा भावनात्मक संबंधों में और व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संघर्ष में उलझ सकते हैं क्योंकि यहां शुरुआत में लोगों के बहुत सारे विचार हो सकते हैं कुछ अजीब विचार हो सकते हैं बहुत सारे मतभेद भी आ सकते हैं वे एक दूसरे से सहमत नहीं भी हो सकते हैं लेकिन वैसे भी संघर्षों पर विचार किया जाता है इसे बहुत ही सही भावना में भी माना जाना चाहिए और जो भी अच्छी चीजें या रचनात्मक चीजें हैं उन्हें उचित समझ के साथ लिया जा सकता है जो हर किसी के विचार को महत्व देता है तो यहाँ स्टॉर्मिंग का मतलब है कि लोग सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं हो सकते है तो यह दूसरा चरण है जहां लोगों के बहुत सारे विचार परस्पर विरोधी विचार मतभेद हैं ठीक है इसे रहने दें लेकिन रचनात्मक चर्चा के बाद वे अगले चरण में आएंगे और इसे नॉर्मिंग Normingकहा जाता है समूह के विकास का तीसरा चरण कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक गंभीर चिंता से चिह्नित है समूह में अन्य सदस्यों के लिए युगल या त्रिकट्रायड triads खुलने लगते हैं प्रदर्शन के लिए विभिन्न मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है इसलिए अब यह एक ऐसा चरण है जब मानदंडों को औपचारिक रूप देने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं तो यह वह चरण है जहां मानदंड बनते हैं और सभी को मानदंडों के आधार पर इस दिशा में काम करने के लिए सहमत होना चाहिए चर्चा के बाद सदस्य अपने स्वयं के समूह और संबंधों के लिए अधिक जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं अब यह चरण जहां हर कोई जिम्मेदार महसूस करता है 'ओह मुझे यह विशेष कार्य सौंपा गया है अब मैं या मेरे सहयोगी एक साथ काम करेंगे और कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो समूह के लिए एक बार चरण पूरा होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो' पदानुक्रम के बारे में नेतृत्व की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी की कौन क्या कर रहा है एक समूह के नेता तो अन्य अधीनस्थ शायद कुछ अन्य लोग कुछ प्रकार के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होंगे नॉर्मिंग चरण समूह संरचना के ठोसकरण और समूह की पहचान और सौहार्द की भावना के साथ खत्म हो गया है इसका मतलब है लोगों को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य है और उन्हें कार्य सौंपा गया है हो सकता है कि एक या दो लोगों के पास प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष कार्य हो दूसरों के पास प्रदर्शन करने के लिए कुछ अन्य चीजें हों इसलिए ऐसा है लेकिन हर कोई सोच रहा है कि हम सभी एक साथ हैं और समूह के लिए काम कर रहे हैं इसलिए इसे नॉर्मिंग स्टेज कहा जाता है अगले चरण को प्रदर्शन कहा जाता है यह एक पूरी तरह से कार्यात्मक समूह का एक चरण है जहां सदस्य खुद को एक समूह के रूप में देखते हैं और कार्य में शामिल हो जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति एक योगदान देता है और प्राधिकरण का आंकड़ा समूह के एक भाग के रूप में भी देखा जाता है समूह के सदस्यों का पालन किया जाता है और सामूहिक प्रभावशीलता की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक दबाव डाला जाता है अब यह वह चरण है जहाँ उन्हें प्रदर्शन करना है और प्रदर्शन के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी उन्हें अपने प्रयासों में ईमानदारी बरतनी होगी और वे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे साथ आएंगे और प्रदर्शन करेंगे क्योंकि केवल कहने और चर्चा करने के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन समूह का अंतिम उद्देश्य यह है कि वे कैसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि इस पर सब कुछ निर्भर करेगा समूह की सफलता पर अंततः निर्भर करेगी कि वे कैसे प्रदर्शन करते हैं यदि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यदि प्रदर्शन काफी प्रभावी है तो समूह सफल है समूह बाहरी वातावरण से जानकारी के प्रकाश में अपने लक्ष्य के विकास को फिर से परिभाषित कर सकता है और उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वायत्त इच्छा शक्ति दिखाएगाइस स्तर पर समूह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता स्थापित और पोषित है इसलिए हमेशा स्थिति के आधार पर लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए की गुंजाइश होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी बाहर की ताकत अथवा वातावरण हमारे हाथ में नहीं हो सकते हैं इसलिए हमें आपके दिमाग में उन बातों का ध्यान रखना होगा और स्थिति के आधार पर हम हमेशा इस विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं अब आगे के कदम को स्तगित करना अड्जॉर्निंग adjourning कहा जाता है इसका क्या मतलब है अस्थायी समूह जैसे कि प्रोजेक्ट टीम टास्क फोर्स या किसी अन्य ऐसे समूह के लिए जिनके पास सीमित कार्य है उनके पास भी पांचवा हिस्सा है और इसे आसन्न स्थगित के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है कि कभी कभी समूह भंग करने का फैसला करता है कुछ सदस्यों को प्रदर्शन पर खुशी महसूस हो सकती है और कुछ समूह के सदस्यों के साथ नाखुश हो सकते हैं स्थगन को शोक के रूप में भी जाना जा सकता है जो समूह के स्थगन का शोक है हाँ कभी कभी इसे स्थगित करना बेहतर है क्योंकि यह उल्लेख किया गया है कि जब कुछ बहुत ही अस्थायी कार्य करने के लिए दिए गए हैं और कुछ समय के लिए यह किया जाता है और फिर एक बड़ी उपलब्धि या बड़े उद्देश्य के लिए बड़ा कारण होता है इसलिए इन चीजों को समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और लोग बस यहीं रुक जाते हैं जब तक कि अन्य चीजें सामने नहीं आती हैं और फिर वे आगे बढ़ते हैं यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्थायी समूहों के लिए उपर्युक्त समूह विकास के यह चार चरण केवल विचारोत्तेजक हैं ये वास्तविकता में सिर्फ विचारोत्तेजक हैं और कई चरण एक साथ चल सकते हैं इसलिए शोधकर्ता के अनुसार ये कुछ सुझाव हैं कुछ चरण हैं लेकिन ये केवल कुछ सुझाव हैं और यह नहीं कि ये केवल एक ही चीज है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और ये केवल एक ही चरण में वास्तविकता के कई चरण हो सकते हैं कई और चरण हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक समूह और प्रत्येक कार्य अद्वितीय है हम कह सकते हैं कि 3 4 5 ये चरण ठीक हैं सिर्फ चर्चा के उद्देश्य से लेकिन अनुभव और ज्ञान के आधार पर व्यक्ति बदलते रहते हैं यदि कुछ अधिक की आवश्यकता होती है तो कुछ और चरणों की आवश्यकता होती है कुछ और चर्चा की आवश्यकता होती है बाहरी एजेंसियों से कुछ मदद की आवश्यकता होती है ठीक है सब कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि समूह का अंतिम उद्देश्य यह है कि लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए काम कैसे प्राप्त किया जाए दूसरे को कैसे समझाना है साथ में कैसे काम करना है ताकि हम सफल हों इसलिए इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्थिति प्रत्येक असाइनमेंट प्रत्येक संदर्भ अद्वितीय हो और संदर्भ के आधार पर समय के आधार पर स्थिति के आधार पर यह बहुत संभव है कि व्यक्ति कुछ बदलाव के लिए जा सकता है अब तक जैसा कि इन चरणों का संबंध है एक और विद्वान जिनका नाम फिशर है उन्होंने समूह प्रगति का एक मॉडल दिया कि समूह कैसे प्रगति करता है तो यह अभिविन्याससंघर्ष उद्भव और सुदृढीकरण है प्रगति का मतलब है एक एक करके समूह कैसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है पहला ओरिएंटेशन है इसमें समूह के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और उस समस्या से जूझने के लिए आते हैं जो उन्होंने निपटने के लिए बुलाई है वहाँ अभिविन्यास होना चाहिए कि एक आवश्यकता होनी चाहिए कि हाँ निश्चित उद्देश्य के लिए समूह है एक जरूरत है समूह की आवश्यकता है और उस उद्देश्य के लिए समूह का गठन किया जाता है और फिर अगला चरण आता है कनफ्लिक्ट समूह समस्या के करीब पहुंचने के संभावित तरीकों के बारे में तर्क देता है और कुछ समाधान ढूंढना शुरू करता है जहां निश्चित रूप से समस्या है कुछ समाधान हो सकता है यदि समूह के सदस्य आपस में चर्चा कर रहे हैं तो इस संघर्ष को सुलझाया जा सकता है और इससे बहुत कुछ रचनात्मक हो सकता है कनफ्लिक्ट के बाद का चरण है एमेर्जेंस यह तब होता है जब सर्वसम्मति के कुछ दिन की रोशनी शुरू हो जाती है और समूह समझौते की ओर बढ़ने लगता है आम सहमति लोग एक दूसरे से सहमत हैं ठीक है हमारे पास बहुत संघर्षकनफ्लिक्ट conflict है अब आइए हम कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं जो सबसे अच्छा होगा उसे एमेर्जेंस कहा जाता है और अंत में रएंफोर्रसमेंट आता है समूह पहचानता है कि यह आम सहमति तक पहुंच रहा है और कार्य को पूरा करने के लिए उस सहमति को स्पष्ट रूप से समेकित करता है इसलिए समूह का प्रत्येक सदस्य अब काम करने की कोशिश करता है ये समूह प्रक्रिया के कुछ चरण हैं प्रगति कैसे समूह प्रगति करता है इसलिए मैं अपने अगले व्याख्यान में इस समूह की गतिशीलता के शेष भाग को जारी रखूंगा लेकिन इस पहले भाग को संक्षेप में कहने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि समूह की गतिशीलता एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कई संगठन कई क्षेत्रों में काम करने के लिए अनुशासन रखते हैं और फिर एक को मनोविज्ञान को समझना होगा एक को यह समझना होगा कि समूह एक दूसरे के बीच कैसे व्यवहार करेंगे मतलब समूह के सदस्य एक दूसरे के बीच होंगे और क्या संभावित समस्याएं हो सकती हैं भविष्य में इस संभावित समस्याओं से बचने के लिए शुरुआत से ही समूह बनाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी यदि लोग थोड़ा सतर्क हैं समूह के बारे में थोड़ा सतर्क हैं तो वे कार्य कर रहे हैं और वे ऐसे समूह बनाने की स्थिति में होंगे जो बहुत गतिशील हों और जो निश्चित रूप से महान परिणाम के साथ आएंगे और हर कोई खुश होगा और परिस्थिति जीत जाएगा समूह की गतिशीलता वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प बात है और लोग ऐसा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि यह जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है आपका बहुत धन्यवाद